कन्वोलुशन इंटीग्रल नमस्कार आज के सत्र में हम कन्वोलुशन इंटीग्रल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने सर्किट विश्लेषण में कन्वोलुशन इंटीग्रल का उपयोग कैसे कर सकते हैं आइए पहले हम यह समझें कि कन्वोलुशन इंटीग्रल क्या है कन्वोलुशन का मतलब फोल्डिंग होता है तो फोल्डिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी विशेष फंक्शन की मिरर इमेज लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप वाई अक्ष पर फोल्ड कर रहे हैं कन्वोलुशन इंटीग्रल पद उस अवधारणा से आया है और इसका क्या अर्थ है हम देखेंगे जब हम कन्वोलुशन इंटीग्रल पर चर्चा करेंगे और यह इंटीग्रल इंजीनियरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह भौतिक प्रणालियों को देखने और उन्हें चिह्नित करने का साधन प्रदान करता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास किसी विशेष सिस्टम की इम्पल्स रेस्पोंस है जिसकी चर्चा हम अपने पिछले व्याख्यानों में करते हैं तो यदि आप इम्पल्स रेस्पोंस जानते हैं तो आप किसी भी सिस्टम के लिए रेस्पोंस पा सकते हैं का उत्तेजना यह एक सिस्टम की रेस्पोंस का पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत इंटीग्रल अंग है जिसका इम्पल्स रेस्पोंस ज्ञात है कन्वोलुशन इंटीग्रल को परिभाषित किया गया है आपकी इम्पल्स रेस्पोंस है एक डमी चर है और का उत्तेजना है जब आप का कन्वोलुशन लेते हैं तो आपको रिस्पांस मिलेगा और इस इंटीग्रल को कन्वोलुशन इंटीग्रल कहा जाता है इसे इस रूप में दर्शाया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि मूल रूप से x और h फ़ंक्शंस का कन्वोलुशन है और लैंबडा जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी वह डमी वैरिएबल था और यह कन्वोलुशन होगा असल में तारांकन दो फंक्शन के कन्वोलुशन का प्रतिनिधित्व करेगा अब उपरोक्त समीकरण बताता है कि आउटपुट यूनिट इम्पल्स फ़ंक्शन के साथ इनपुट के बराबर है जब हम यूनिट इम्पल्स रेस्पोंस जानते हैं तो हम सिस्टम की रेस्पोंस का पता लगा सकते हैं अब कन्वोलुशन की प्रक्रिया सराहनीय है इसका मतलब है कि अगर आप x और h के पदों को आपस में जोड़ते हैं तो आउटपुट बदलने वाला नहीं है अर्थात x और h का कन्वोलुशन h और x के कन्वोलुशन के समान होगा इंटीग्रल रूप में आप क्या प्रतिनिधित्व करेंगे इसका मतलब है कि जिस क्रम में दो फंक्शन दिए गए हैं वह सारहीन है अब टर्म कन्वोलुशन आप कैसे परिभाषित करेंगे दो सिग्नल जो समय के होते हैं उनमें से एक सिग्नल को उलट देना इसे शिफ्ट करना और इसे दूसरे पॉइंट के साथ पॉइंट से गुणा करना और फिर प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना तब आउटपुट दो सिग्नल का कन्वोलुशन होगा तो हम कैसे कल्पना करेंगे आइए हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप अवधारणा को समझ सकें हम कहते हैं कि दो फंक्शन हैं एक है मान लें कि फ़ंक्शन इस तरह है और दूसरा फ़ंक्शन इस तरह का है अब जब हम कहते हैं कि दो सिग्नलों का कन्वोलुशन का मतलब है कि सिग्नल में से किसी एक को उलटने का मतलब है कि आप उस सिग्नल को मोड़ रहे हैं तो मान लीजिए यदि आप उस सिग्नल को मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे आप उस सिग्नल की मिरर इमेज लेंगे यह इस तरह से बनेगा इसे शिफ्ट करना इसका मतलब है कि आप इसे किसी स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यह समय के साथ अलग अलग होगा और हम इस सिग्नल को पूरे एक्सेस में शिफ्ट करते रहेंगे और हम इस सिग्नल के गुणन का पता लगाने की कोशिश करेंगे और यह सिग्नल बिंदु से बिंदु और फिर इसे इंटेग्रेट करें ताकि आप प्रोडक्ट प्राप्त कर सकें हम कैसे करेंगे तो हम कहते हैं कि आप यहां सिग्नल लगा रहे हैं यह विशेष सिग्नल बढ़ रहा है तो यह इस तरफ से चल रहा है कि हमें यह कहना है कि यह लैम्ब्डा है तो आप शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा हो सकता है जैसे आप कहें यह है तो आप इस फ़ंक्शन को शिफ्ट करते हैं तो आपने जो परिभाषित किया है वह है आगे आपको दो का प्रोडक्ट लेना है और फिर योग करना है क्योंकि इंटीग्रेशन एक विशेष समय अवधि में इन दोनों सिग्नल के प्रोडक्ट को जोड़कर और कुछ नहीं है जब आप शिफ्ट करते हैं तो हम अक्ष लेते हैं और देखते हैं कि यह कैसे मिश्रित हो रहा है तो एक विशेष समय पर सिग्नल इस तरह होगा ताकि आपके पास कुल प्रोडक्ट होगा और उन प्रोडक्ट का योग होगा जो इस तरह का क्षेत्र है और फिर कुछ के बाद समय ऐसा हो जाएगा ठीक है और कुछ समय बाद यह छोड़ सकता है और इस तरह बन जाएगा अब क्या हो रहा है कि सिग्नल शिफ्ट हो रहा है क्योंकि आप इसे शिफ्ट कर रहे हैं तो सिग्नल शिफ्ट हो रहा है हम केवल एक शिफ्ट करेंगे दूसरा एक स्थिर है तो हम मान लैम्ब्डा के संबंध में शिफ्ट कर रहे हैं यह अक्ष यह शिफ्ट है और हम प्रत्येक बिंदु पर प्रोडक्ट के मूल्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप इंटेग्रेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप सभी प्रोडक्टों को जोड़ रहे हैं और फिर आप फिर से एक और स्थान ले रहे हैं और यह प्रोडक्ट पता लगा रहे हैं अंत में यदि आप देखते हैं और यदि आप प्रोडक्ट और इन दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन का पता लगाते हैं तो यह ऐसा लग सकता है तो इसे इन दो सिग्नल का एक कन्वोलुशन माना जाएगा यह मूल रूप से आउटपुट है जो आपको तब मिलेगा जब आप दो फंक्शन के बीच कन्वोलुशन इंटीग्रल लागू करते हैं जब हम इस व्याख्यान में और आगे बढ़ेंगे तो हम और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे और हम कुछ और उदाहरणों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप कन्वोलुशन इंटीग्रल के अर्थ के बारे में स्पष्ट हों अब कन्वोलुशन इंटीग्रल सामान्य है यह किसी भी रैखिक सिस्टम पर लागू होता है लेकिन कन्वोलुशन इंटीग्रल को सरल बनाया जा सकता है अगर हम मान लें कि सिस्टम में दो गुण हैं तो वे दो गुण क्या हैं पहला यह है कि शून्य से कम t के लिए शून्य के बराबर है इसका मतलब है कि आपका इंटीग्रेशन जो अब माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक है कन्वोलुशन इंटीग्रल के लिए शून्य से इन्फिनिटी के बीच इंटीग्रेशन को कम कर देगा और दूसरी प्रॉपर्टी जो हम उपयोग कर सकते हैं वह है सिस्टम इम्पल्स रेस्पोंस कॉजल है इसका मतलब है कि किसी भी समय शून्य से कम के लिए तो यदि यह प्रॉपर्टी धारण करती है के लिए या उपरोक्त समीकरण अब कन्वोलुशन बन जाएगा क्योंकि किसी भी मूल्य के लिए यह 0 हो जाएगा जब हम कहते हैं कि फ़ंक्शन इन 2 गुणों का अनुसरण कर रहे हैं तो पहला फ़ंक्शन 0 से t कम के लिए 0 है और दूसरा कारण है इसका मतलब है कि यह 0 के लिए है तब सरल इंटीग्रल हो जाते हैं अब हमें कन्वोलुशन इंटीग्रल के कुछ गुणों को देखते हैं हम इसे प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि यह हमारे वर्तमान विषय के दायरे की तरह नहीं है लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि कुछ गुण हैं जिनका उपयोग हम तब करेंगे जब हम इस विशेष पाठ्यक्रम में प्रगति पहली प्रॉपर्टी कन्वोलुशन h और x का कम्यूटेटिव है यानी का अर्थ है कि आप h और x के स्थानों का आदान प्रदान कर सकते हैं और कन्वोलुशन इंटीग्रल पकड़ लेंगे दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसका अर्थ है अब तीसरा अस्सोसिएटिव प्रॉपर्टी है चूंकि यह अस्सोसिएटिव है आप कन्वोलुशन इंटीग्रल प्राप्त करने के लिए किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं अब अगली प्रॉपर्टी है जब फ़ंक्शन को यूनिट इम्पल्स फ़ंक्शन के साथ कन्वोल जाता है इसी तरह यदि आप समय समय पर इम्पल्स फंक्शन के साथ के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप आउटपुट को के रूप में प्राप्त करेंगे यूनिट इम्पल्स के व्युत्पन्न के साथ के कन्वोलुशन के आगे आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा अब यदि आप यूनिट स्टेप के साथ f का कन्वोलुशन ले रहे हैं तो आउटपुट होगा

जब हम विभिन्न सर्किट अवधारणाओं में अभिसरण इंटीग्रल का उपयोग करते हैं तो ये प्रमुख गुण होंगे जिनका हम उपयोग करते रहेंगे अब सीखने से पहले कि हम कन्वोलुशन इंटीग्रल का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं आइए पहले समझते हैं कि कन्वोलुशन इंटीग्रल को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ कैसे जोड़ा जाता है तो मान लें कि यदि आपके पास और जैसे दो फंक्शन हैं तो उन दो समय के अलग अलग फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देने से इसका मतलब है कि और के कन्वोलुशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और का सरल गुणन है अब हम देखते हैं कि हम इस अवधारणा को कैसे सही ठहरा सकते हैं कि क्या यह सच है या नहीं तो हमें यह देखने दें कि कोई फ़ंक्शन है तो आप इसे की तरह परिभाषित करेंगे अब यदि आप के फंक्शन लाप्लास लेते हैं के साथ इसे गुणा करना अब यदि आप टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं क्योंकि यदि आप यह देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि जब आप समय शिफ्ट प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं तो इसे परिवर्तित किया जा सकता है तो अब यदि आप देखते हैं कि यह तक रहेगा जब यह फ़ंक्शन शून्य हो जाएगा तो आप इंटीग्रल के संदर्भ में क्या लिख सकते हैं सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के क्रम को बदलते हैं तो अब यह इन्फिनिटी तक शून्य हो जाएगा और दूसरे में हम यह कहेंगे कि यह यूनिट स्टेप टाइम शिफ्ट फंक्शन के कारण शून्य से t के बीच है और हम कहेंगे कि यह माइनस लैंबडा dt और e द्वारा पावर माइनस s लैंबडा d लैंबडा के लिए हम दूसरे इंटीग्रल के लिए निकाल लेंगे तो आप इस विशेष रूप में इस विशेष अभिव्यक्ति को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं अब अगर आप इस पद को देखते हैं तो यह और के कन्वोलुशन के अलावा और कुछ नहीं है यदि आप इसे देखते हैं तो आप इसे f1 के रूप में प्रत्यक्ष रूप से f2 t के कन्वोलुशन के रूप में दर्शाएंगे और फिर बाहरी इंटीग्रल f1 और f2 के कन्वोलुशन के लाप्लास के अलावा कुछ नहीं है तो आप बस लिख सकते हैं f1 और f2 के कन्वोलुशन के लाप्लास के अलावा और कुछ नहीं है तो आप बस यह कह सकते हैं कि समय डोमेन में कन्वोलुशन s डोमेन में गुणा के बराबर है जब आप शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो यह पाया जाता है और यह कहा जाता है कि f1 और f2 का कन्वोलुशनेंस डोमेन में गुणा है अब हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि आप इस विशेष अवधारणा का उपयोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं कि और 5 और जब हम उपरोक्त प्रॉपर्टी को लागू करते हैं तो h और x का कन्वोलुशन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या है हो जाता है क्योंकि यह का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसी तरह कुछ भी नहीं है लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसे केवल के रूप में लिख सकते हैं अब यदि आप स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर पद को पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो होगा यदि आप अब स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद पद का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो यह हो जाएगा तो अब आप और 5 को कह सकते हैं यह तब होगा जब तो इसके साथ आप बस यह देख सकते हैं कि जब आप कन्वोलुशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लागू करते हैं तो आप आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अब एक और बिंदु है जिसे हमें इस प्रॉपर्टी के संबंध में याद रखना चाहिए जिसे हमने अभी गणना की है क्योंकि हालांकि पिछले मामलों में हमने जो दो सिग्नल देखे थे उनका यह कन्वोलुशन सरल दिखता है लेकिन कभी कभी इसका इनवर्स भी हो सकता है शायद तो क्योंकि जब आपके पास और है तो दोनों का प्रोडक्ट जटिल है तो यह होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके कन्वोलुशन का उपयोग करना मुश्किल है फिर आप क्या करेंगे आप कुछ वैकल्पिक तकनीक का उपयोग करेंगे एक अन्य मामला यह है कि जब और कुछ प्रयोगात्मक डेटा के रूप में उपलब्ध हैं और इन दोनों फंक्शन का कोई स्पष्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म उपलब्ध नहीं है जब यह विशेष स्थिति होती है तो आप और के लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे और फिर लैपल्स ट्रांसफ़ॉर्म प्रोडक्ट का उपयोग करके f1 और f2 के कन्वोलुशन को प्राप्त करना मुश्किल होगा तो आपको क्या करना है आपको वैकल्पिक एप्रोच का उपयोग करना होगा जिसे टाइम डोमेन में दो सिग्नल के कन्वोलुशन को खोजने के लिए ग्राफिकल एप्रोच कहा जाता है ग्राफिकल प्रक्रिया क्या है ग्राफिकल प्रक्रिया कहती है कि जिन चार स्टेपों का हम नीचे वर्णन कर रहे हैं उनका अनुसरण दो फंक्शन के कन्वोलुशन इंटीग्रल का पता लगाने के लिए किया जाएगा पहले फोल्डिंग है फोल्डिंग का मतलब है कि आप ऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में की मिरर इमेज लेंगे और की वैल्यू प्राप्त करेंगे अब आपको फ़ंक्शन को विस्थापित करना चाहिए ताकि प्राप्त करने के लिए t या शिफ्ट अथवा डिले का अर्थ हो अब अगला फंक्शन यह है कि आप गुणा करें और का गुणन करें और फिर दिए गए समय t के लिए इंटेग्रेट करें और प्रोडक्ट के तहत क्षेत्र की गणना करें 0 को t पर प्राप्त करने के लिए और फिर आपको अंत में का मान मिलेगा अब स्टेप वन में फोल्डिंग ऑपरेशन पद कन्वोलुशन का कारण है तो यह है कि हम पहली स्लाइड में चर्चा करते हैं कि तह जो कुछ भी नहीं है लेकिन मिरर इमेज को लेना इस इंटीग्रल को कन्वोलुशन इंटीग्रल के रूप में कॉल करने का कारण है अब फ़ंक्शंस स्कैन करता है या पर स्लाइड करता है तो हमने इसे उदाहरण में देखा जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जब आप दिए गए सिग्नल पर स्लाइड करते हैं और आप प्रत्येक पद का प्रोडक्ट लेते हैं और फिर आप योग करते हैं यह इतना है कि आप इंटीग्रल का मूल्य मिलता है इसका अर्थ है कि आप शिफ्टिंग फ़ंक्शन का उपयोग करेंगे जो अंतिम इंटीग्रल प्राप्त करने के लिए पर स्कैन या स्लाइड करेगा तो इस सुपर पोजिशन प्रक्रिया को देखते हुए क्योंकि यह के फंक्शन की सुपर पोजिशन भी है कन्वोलुशन इंटीग्रल को सुपर पोजिशन इंटीग्रल भी कहा जाता है तो अब आप देख सकते हैं कि कन्वोलुशन इंटीग्रल को सुपर पोजिशन इंटीग्रल भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सुपर पोजिशन प्रक्रिया भी शामिल है तो चार स्टेपों को लागू करने के लिए और को स्केच करने में सक्षम होना आवश्यक है ग्राफिकल अप्रोच के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम दोनों फंक्शंस को स्केच कर सकते हैं और इसका मतलब है कि हम दोनों फंक्शन को xy एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हैं और फिर को ओरिजिनल फंक्शन से प्राप्त कर सकते हैं इसमें केवल शामिल है एक डमी चर के साथ टी की जगह फिर स्केचिंग कन्वोलुशन प्रक्रिया की कुंजी है क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में को प्रतिबिंबित करना और इसे t द्वारा शिफ्ट करना शामिल है तो विश्लेषणात्मक रूप से हम में प्रत्येक t को प्रतिस्थापित करके प्राप्त करते हैं अब चूंकि कन्वोलुशन कम्यूटेटिव है तो कभी कभी के बजाय स्टेप एक और दो को लागू करना अधिक सुविधाजनक होता है तो हमें x और h के फंक्शन्स को देखना चाहिए और x और h के स्केच को समझने की मदद से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमें किस पर फोल्ड करना है और दूसरे पर स्लाइड करना है तो पिछले मामले की तरह हमने जो किया हमने इस विशेष फ़ंक्शन को मोड़ दिया अगर हम गुना करते हैं तो हम मूल और फोल्डेड फ़ंक्शन के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे और हम इसे स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो मैंने इसे फोल्डेड फ़ंक्शन इसी तरह जब आप ग्राफ़िकल एप्रोच का उपयोग करके कन्वोलुशन की गणना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तह के लिए कौन सा सबसे अच्छा है यह आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब आप ग्राफिकल एप्रोच का उपयोग कर रहे हों तो अब हम एक उदाहरण लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं हम आज इस बिंदु पर अपनी चर्चा रोक सकते हैं और अगले व्याख्यान में हम कन्वोलुशन इंटीग्रल पर भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद